आज मैं इसकी चर्चा करूंगा कि दर्पण की अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई को कैसे नापते हैं चलिए मैं आपको प्रयोग का प्रदर्शन करता हूं कि प्रयोग किस तरह करना है परंतु दुर्भाग्यवश मैं आपको नीडल का प्रतिबिंब दिखाने में समर्थ नहीं हूं क्योंकि हमें प्रतिबिंब को कैमरे में कैद करने में समस्याएं आ रही हैं चलिए कोई बात नहीं इस प्रयोग को करने का क्या तरीका है एक दर्पण अवतल दर्पण लेते हैं दर्पण की फोकल लंबाई को मापने के लिए आपके पास एक होल्डर होना चाहिए आपने इस दर्पण को यहां इस तरह स्थिर कर दिया है अब यह इस तरह एकदम सीधा है इस तरह से ठीक हैयहां दर्पण का होल्डर है इस जगह पर और हमने इसे सीधा रख दिया है यहां आप देख सकते हैं यह निशान सूचकांक है आप सूचकांक बताएंगे सूचकांक रेखा को चिन्हित कर लेगे यह रेखा जब यह इस पैमाने की किसी रीडिंग पर मिलती है तो वह रीडिंग हमें लिख लेनी चाहिए यहाँ इस तरह आप इसे लगा सकते हैं हैं और इसे इस तरह विस्थापित कर सकते हैं और जब आप चाहे आप इसे स्थिर कर सकते हैं यहां मैं आपको दिखाता हूं यहां इसे दबाएं और घुमाए तो यह ऊपर की तरफ स्थिर हो जाएगी इसे दबाए और फिर इसे घुमाए अगर मैं इसे विशेष जगह पर स्थिर करना चाहता हूं तो यहां मैं इसे स्थिर कर देता हूं मैंने इसे दबाया और फिर इसे घुमाया तो अब यह नहीं हिल सकता यदि आप इसे घुमाना चाहते हैं तो इसे छोड़ दीजिए और फिर यह हिल सकता है या घूम सकता है तो यहां मैंने दर्पण को स्थिर कर लिया है इसे मैंने यहां 0 स्थिति पर रखा है दर्पण की रीडिंग 0 है पूरे प्रयोग के दौरान मैं दर्पण की स्थिति को नहीं बदलूंगा दर्पण की इसी स्थिति के लिए हम प्रयोग करेंगे अब यह वस्तु सुई है वापस आप इसे देखते हैं जैसा कि मैंने इसके बारे में बता दिया है हम इस सुई को रख देते हैं इसे मैंने कहां रखा हैं हां इसे हम यहांइस पर रख सकते हैं हमें इस सुई को रखना चाहिए मुझे लगता है मैं इसे नहीं रख सकता इसलिए कोई बात नहीं मैं इसे नहीं रख सकता वस्तुतः सुई का आधार ठीक है तो यह सुई मैं यहां रखता हूं देखिए ताकि आप ऊंचाई को समायोजित कर सकें हम ऊंचाई को समायोजित कर लेते हैं इसे स्थिर कर देते हैं अब यहां रखते हैं ठीक है आप इस स्थिति को बदल सकते हैं दूसरी सुई को मुझे इसे यहां रखने दे अब मेरे पास एक दर्पण है एक दर्पण है और सामान्यतः आप इसे इसके बहुत करीब लाते हैं और दर्पण के केंद्र की तरफ देखिए दर्पण के केंद्र की तरफ देखें कि क्या यह इस ऊंचाई को समायोजित करता है और इस ऊंचाई को समायोजित कर सकते हैं वास्तविकता में यह मध्य में होनी चाहिए और इस तरह से यहां मध्य में होनी चाहिए तो मैं प्रतिबिंब देख सकता हूं परंतु मैं ऊंचाई को भी समायोजित कर सकता हूं मैं ऊंचाई को समायोजित कर सकता हूं आप ही ऊंचाई को समायोजित कर सकते हैं मैं प्रतिबिंब देख सकता हूं सीधा प्रतिबिंब देख सकता हूं मैं सीधे प्रतिबिंब को काफी करीब से देख सकता हूं अब मैं वस्तु सुई की स्थिति को बदल रहा हूं तब मैं सीधे प्रतिबिंब को बदलते हुए देख सकता हूं अब यह प्रतिबिंब बदल रहा है यहां प्रतिबिंब प्रसारित हो रहा है आप जानते हैं अब यह उल्टा है अब मैं उल्टा वाला देख सकता हूं वक्रता लंबाई इस बिंदु के करीब है यह वक्रता लंबाई होगी अब मैं इस दूरी को जहां मैं शुरुआत में था उससे थोड़ा ज्यादा रखता हूं अब मुझे उल्टे और साफ प्रतिबिंब मिल रहे हैं हां मुझे उल्टे और साफ प्रतिबिंब मिल रहे हैं मुझे लगता है कि मुझे ऊंचाई को थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि यह उल्टा प्रतिबिंब नीचे चला गया है अब मैं सुई के सिरे को दर्पण के मध्य में रखता हूं हां मैं साफ़ प्रतिबिंब मैं देख सकता हूं जब मैं आगे और आगे जाता हूं मैं सुई के सिरे का प्रतिबिंब देखता हूं यह दर्पण की फोकल लंबाई के लगभग बराबर है मैं देखता हूं कि यह करीब 16 है क्योंकि यह उल्टा है यह सिर्फ उल्टे से सीधा है यह सिर्फ सीधा उलटा है जब रीडिंग लगभग 20 है तब इस दर्पण की फोकस लंबाई करीब 20 होगी क्योंकि यह लगभग मान है इसलिए प्लस माइनस करना होगा मुझे वस्तु की दूरी f और 2f के बीच में रखनी होगी मतलब फोकल बिंदु और वक्रता केंद्र 2f के बीच में यदि यह 20 है तो यह करीब 40 होगा चलिए मान लेते हैं मैं इसे 25 रख लेता हूं अब 25 रखते हुए मैं इसे स्थिर कर दूंगा ताकि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो अब इस उल्टे प्रतिबिंब के प्रतिबिंब को दर्पण से देखिए ठीक है मैं देख सकता हूं पर दुर्भाग्यवश मैं आपको दिखा नहीं सकता हां मैं देख सकता हूं अब हमारा काम क्या है इसलिए मैं इस प्रतिबिंब सुई को लेता हूं और यहां रखता हूं प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहां मिलेगा जब यह वस्तु फोकल बिंदु f पर है तो आपको प्रतिबिंब अनंत पर मिलेगा और जब यह वस्तु 2f अर्थात वक्रता के केंद्र में 2f दूरी पर है तब आपको प्रतिबिंब उसी बिंदु पर मिलेगा अब इसका मतलब है जब आप वस्तु की दूरी फोकल बिंदु से बढ़ाते हैं ठीक वक्रता केंद्र की ओर जब आप जाते हैं तब प्रतिबिंब अनंत से वक्रता केंद्र तक आ रहा है इसका मतलब है जब फोकल लंबाई को आप बढ़ा रहे हैं वस्तु की दूरी को बढ़ा रहे हैं और वक्रता केंद्र की तरफ जा रहे हैं तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे की तरफ बनता है ठीक है यह अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा मैं अनुमान लगा सकता हूं कि लगभग कहां मुझे प्रतिबिंब मिलेगा आपको यह भी उसी ऊंचाई का बना लेना चाहिए या यह लगभग यही ऊंचाई है यहाँ आप उस प्रतिबिंब को भी देखेंगे लेकिन यदि आप इसके प्रतिबिंब पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो आप ध्यान केंद्रित करते हैं इस वास्तविक सुई प्रतिबिंब की नोक पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वस्तु सुई की उल्टी नोक की ओर देखें अब यह वस्तु सुई वस्तु सुई का वस्तु प्रतिबिंब और इस सुई प्रतिबिंब का यह वास्तविक नोक हैं इसलिए आपको इन दोनों के सिरे पर ध्यान देना चाहिए एक है प्रतिबिंब सुई सिरा और दूसरा है प्रतिबिंब सिरा अब तरीका यह है कि आप को स्थिति या जगह को बदलना चाहिए आपको जगह को बदलना पड़ेगा सबसे पहले मैं इसे बाहर लाता हूं और पहले मैं सिरे की स्थिति पर ध्यान देता हूं मझे लगता है हां वस्तु के उलटे सिरे की स्थिति पर प्रतिबिंब के सिरे की स्थिति पर अब मैं अपनी नजर को इस तरह स्थिर करता हूं कि यह दर्पण के मध्य में रहे दर्पण के मध्य में रहे अब अपनी नजर को इस तरह रखते हुए मैं प्रतिबिंब सुई को लगाऊंगा अब मैं अपनी आंख को को इस तरह स्थिर करूंगा कि सुई प्रतिबिंब सुई की नोक और प्रतिबिंब की नोक एक ही रेखा में हो अब मुझे लंबन तरीका उपयोग में लेना चाहिए मैं अपनी बाई आंख बंद करूंगा और अपनी दाई आंख खोल लूंगा मैं अपना सिर बाएं और दाएं घुमाता हूं और मुझे यह देखना चाहिए कि यह दोनों नोक सुई की जिस स्थिति के लिए वस्तु सुई और यह प्रतिबिंब सुई यह साथ में चल रही है यह अलग अलग नहीं है परंतु अब यह अलग हो जाती हैं अब मैं इन्हें यहां मिला कर रखता हूं परंतु यह अलग अलग है इसलिए मुझे एक ऐसी स्थिति या जगह ढूंढनी होगी जहां यह अलग अलग ना हो यह साथ में गतिशील है नहीं वह नहीं है यही उम्मीद है कि मुझे और आगे जाना चाहिए क्योकि मेरी वस्तु की स्थिति फोकल लंबाई के पास है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के काफी दूर होगा यदि मैं आगे बढ़ता हूं आगे बढ़ता हूं नहीं नहीं हाँ कभी कभी आपको यह करना पड़ता है ठीक है इसके प्रतिबिंब को मत देखिए आपको ध्यान देने की जरूरत है आप इस बिंदु पर हैं और इसका प्रतिबिंब यह है मैं देख सकता हूं कि वे लगभग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वे थोड़े अलग हैं हमें दर्पण को समायोजित या एडजस्ट करना होगा थोड़ा सा दर्पण का कोण भी लेकिन मैं इसे बाधित नहीं करूंगा मुझे इसे बदलना होगा और पता लगाना होगा आप जानते हैं यह अलग अलग हैं हां यह गतिमान है मैं इसके करीब हूं ठीक है मुझे लगता है मुझे करना चाहिए लगभग मैंने स्थिति का पता लगा लिया है यह प्रतिबिंब सुई और प्रतिबिंब का नोक इस बिंदु पर मिलते हैं इसलिए यह प्रतिबिंब की दूरी है आपको यह लिख लेनी चाहिए हमें यह लिख लेनी चाहिए आप देखते हैं पहले अवलोकन में दर्पण की स्थिति क्या है यह 0 है यहां इस वस्तु सुई की स्थिति क्या है यह 25 है और फिर लंबन तरीके से हमें सुई के प्रतिबिंब की स्थिति पता लगती है और इसकी रीडिंग मैं देख सकता हूं 542 आपको क्या करना चाहिए आपको यह लेना चाहिए सामान्यतः हम यही सुझाव देते हैं आप इस रीडिंग को तीन बार ले आपको इसी तरह रीडिंग लेनी है ठीक है उस एक को स्थिर रखते हुए जो भी रीडिंग आपको मिले लिख लेनी चाहिए ताकि आप उसका इस तालिका में औसत निकाल सकें मैंने नहीं निकाला है परंतु आप उसका और हर एक का औसत निकाल सकते हैं u और v का पता लगाएं मुझे लगता है मैं इसका औसत लेता हूं और फिर आपका PO बहुत अलग होगा यहां मुझे लगता है कि सीधी रीडिंग PO है लिख लेते हैं यहां इन तीनों रीडिंग के लिए आपको जो भी औसत मिलता है उसे लिख ले और यह 54 नहीं होगा यह 25 ही है ठीक क्योंकि यह स्थिर है अब प्रतिबिंब की स्थिति के लिए आप इसे ठीक करते हैं तीन रीडिंग लेते हैं और उन तीनों का औसत लेते ताकि यह माइनस 0 होगा इसे 0 पर रखना आवश्यक नहीं है लेकिन यदि यह 0 पर रहेगा तो फायदा है यह कोई और रीडिंग भी हो सकती है यह गणनाए हैं ये एक विशेष वस्तु दूरी के लिए दर्पण के लिए पहला अवलोकन हैं अब मैं दूसरा अवलोकन ले लूंगा हर एक अवलोकन के लिए दूसरा अवलोकन कहने का मतलब है दूसरी दूरी के लिए अवलोकन लेना जैसे मैं इसे रखूंगा 20 जैसे यह 25 है फिर आप इसको बदल सकते हैं 275 से और फिर से प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं और इसे 3 बार लें यह रीडिंग उस एक का औसत है इसी प्रकार तीसरा अवलोकन आप 30 के लिए लेते हैं ज्यादा अच्छा है लिखें 250 300 वस्तु की स्थिति या जगह को 25 cm से बदलें और हर नई जगह पर आपको प्रतिबिंब सुई की स्थिति का पता लगाए कैसे पता लगाएंगे यह मैंने आपको बता दिया इसलिए हर एक वस्तु दूरी के लिए आपको उसकी प्रतिबिंब दूरी का पता लगाना होगा जिस तरीके से मैंने आपको वर्णित किया था आपको u के अलग अलग मान के लिए डाटा मिलेंगे आपको अलग अलग v के लिए भी डाटा मिलेंगे तब आप f का आकलन या गणना कर सकते हैं और आप इसकी f का औसत लेंगे जो कि इसकी फोकल लंबाई होगी जो कोई भी निकाल सकता है दूसरी तरह से आप चित्रात्मक तरीका भी फोकल लंबाई निकालने के लिए उपयोग में ला सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप ग्राफ या रेखाचित्र बना सकते हैं एक होगा u vs v ग्राफ ठीक है x अक्ष पर आप u को प्लाट करेंगे या बनाएंगे और y अक्ष पर आप v को प्लॉट करेंगे इस u v ग्राफ से आप f का आकलन लगा सकते हैं आप कैसे आकलन करेंगे मैं आपको बताऊंगा आप 1u और 1v के बीच भी ग्राफ बना सकते हैं वहां से भी आप f का पता लगा सकते हैं u और v के बीच का डाटा लेने के बाद आप 1u और 1v की गणना कर सकते हैं u और v के बीच ग्राफ खींचे यहां क्योंकि यह अवतल दर्पण हैं u और v दोनों का मान ऋणआत्मक है तो यह x अक्ष है इसलिए हमने यह ऋणआत्मक दिशा में ग्राफ बनाया है ठीक है ऋणआत्मक दिशा और क्योंकि v भी ऋणआत्मक है इसलिए यह y अक्ष है यह y अक्ष है इसलिए ऋणआत्मक x और ऋण आत्मक y है अब स्केल चुन् ले और डाटा u और अलग अलग u के मान के लिए v का जो भी मान है उनके बीच ग्राफ बनाएं अब यह इस तरह का वक्र होगा अब यहां इस वक्र से फोकल लंबाई का कैसे पता लगाएंगे हमें और आपको इस तथ्य को मानना होगा कि इस वक्र पर जिस बिंदु पर u और v का मान समान है वही बिंदु हमारे उपयोग का है जब u और v समान है यह केवल तभी संभव है जब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों वक्रता के केंद्र C पर है यदि केंद्र से आप 45 डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं ठीक है यह कहां मिलती है वस्तुतः यह बिंदु होगा यह वह बिंदु होगा जहां u और v समान होंगे और यह वक्रता केंद्र इसकी दर्पण से क्या दूरी है यह है 2f है यहां चलिए इस ग्राफ से 45 डिग्री पर रेखा खींचने पर आप इस बिंदु का पता लगा सकते हैं अब u का क्या मान है और v क्या मान है उसका आप इस वक्र से पता लगा सकते हैं तो यह 2f के बराबर है अर्थात् f u2 या f v2 ठीक है आप इस वक्र से f की गणना कर सकते हैं दूसरा तरीका इसमें हम 1u और 1v के बीच ग्राफ बनाते हैं पुनः यह ऋणआत्मक है इसलिए हम ऋण आत्मक अक्ष को चुनेंगे ऋण आत्मक अक्ष हमने चुना है आप 1u और 1v के बीच ग्राफ बना सकते हैं इससे आपको एक सीधी रेखा मिलेगी क्योंकि हम जानते है कि 1 f 1 v 1 u 1 v 1 f 1 u तो यह सिर्फ y m x c है m 1 है नकारात्मक स्लोप यह वक्र आपको सीधी रेखा से मिलेगाजिसका स्लोप नकारात्मक है और c c y अक्ष पर इस रेखा का प्रतिच्छेदन है प्रतिच्छेदन OB हैसही यह प्रतिच्छेदन बिंदु है इसलिए OB प्रतिच्छेदन है 1u और 1v के बीच लेखा चित्र बनाकर आप इस लाइन का प्रतिप्छेदन या कटाव बिंदु प्राप्त कर सकते हैं रेखा का कटाव y अक्ष पर होगा तो इस तरह अब आप यह लंबाई OB का पता लगा सकते हैं क्योंकि यहां रेखा चित्र बनाने के कुछ स्केल हैं यह आप जानते हैंB या इस OB का क्या मान होगा तो आप पता लगा सकते हैं इस c का मान यह c और कुछ नहीं बल्कि 1f है इसलिए OB भी 1f के बराबर ही होगा ग्राफ से हम OB का मान निकालेंगे इसलिए f1OB इस तरह से हम अवतल दर्पण की फोकस लंबाई का पता लगा सकते हैं मुझे लगता है कि मैंने विस्तार से यह बताया है की प्रयोग कैसे करना चाहिए और प्रतिबिंब दूरी को कैसे निकालना चाहिए अगली कक्षा में मैं इस बारे में चर्चा करूंगा कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई किस तरह निकालते हैं साथ ही यह भी जानेंगे कि लेंस यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों की फोकल लंबाई कैसे निकालते हैं तरीका लगभग समान है मैं आपको बताऊंगा मैं अगली कक्षा में इसकी व्याख्या करूंगा इसलिए मैं यहां समाप्त करता हूं ध्यान देने के लिए धन्यवाद